आपका स्वागत है छात्रों हम सीमांत लागत के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं और पिछली कक्षा में मैंने आपके साथ इस अवधारणा या सीमांत लागत की इस तकनीक का उपयोग करने के लिए कुछ बुनियादी बातों और कुछ सूत्रों पर चर्चा की है इसलिए अब इससे पहले कि हम कुछ समस्याओं को हल करने के लिए आगे बढ़ें और जानें कि विभिन्न संगठनों या विभिन्न कंपनियों में प्रबंधन निर्णय लेने के लिए इस तकनीक को कैसे लागू किया जाए मैं आपसे ब्रेक सम चार्ट या अन्य तरीके से चर्चा करना चाहूंगा जिसे आप कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस चार्ट या कहते हैं तो ब्रेक ईवन चार्ट हम इसे ब्रेक ईवन चार्ट भी कहते हैं लेकिन इसमें कई चीजों को दर्शाया गया है और इस चार्ट की मदद से आप कुछ और चीजों को भी समझ पाएंगे जो अन्यथा हम उन चीजों में शामिल नहीं हो पाएंगे या आपको स्पष्ट नहीं तो इस मामले में इस ब्रेक ईवन चार्ट या लागत मात्रा लाभ विश्लेषण चार्ट को कैसे तैयार किया जाए हम इसे इस तरह से कर सकते हैं आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार करना है इस में एक्स एक्सिस आपको आउटपुट को यूनिट्स में ले जाना है और यहाँ आपको कॉस्ट और रेवेन्यू लेना है रुपए या डॉलर में जो भी हमें दिया गया है उसे आपको लेना होगा जैसे और जैसे ही आप इन लाइनों को खींचते हैं हम देखेंगे कि यह निश्चित लागत रेखा है यह कुल बिक्री लाइन है और यह कुल लागत रेखा है ठीक है और अब हम इस तरफ को बंद करते हुए यहां एक रेखा खींचेंगे तो अब मैं कहूँगा कि यह निश्चित लागत है और यह परिवर्तनशील लागत है तो यह निश्चित रूप से परिवर्तनीय लागत होगी कुल लागत यहां होगी और इस तरफ हम आय लेंगे इसलिए हम उदाहरण के लिए यहाँ की इकाइयाँ 0 हैं जो हम कह सकते हैं कि यह 10 है 20 है यह 30 है यह 40 है यह 50 है यह 60 है यह 70 है यह 80 है यह है 90 है और यह अंतत 100 हो सकता है जो आप कह सकते हैं ठीक है उदाहरण के लिए यह इकाइयों की संख्या है शायद यह हजार में हो सकती है यह संख्या हो सकती है या यह किसी भी मात्रा किसी भी राशि हो सकती है और यहां हम चीजों को लेते हैं उदाहरण के लिए यह 2 लाख में है तो यह 4 है तो यह 6 है फिर यह 8 है और यह 10 है और अंत में यह 12 हो सकता है तो यह आय रेखा हो सकती है तो इसका मतलब है कि हमने इकाइयों में आउटपुट लिया है और यहाँ हम लागत और बिक्री से आय ले रहे हैं तो यह रेखा है जिसे आप बिक्री लाइन के रूप में कह सकते हैं और दूसरी पंक्ति जिसे आप यहां कुल लागत रेखा कहा जाता है तो यह लाइन कुल लागत लाइन है यह लाइन कुल बिक्री लाइन है ठीक है यहाँ एक कोण है जहाँ इसे घटना कोण कहा जाता है इस बिंदु को ब्रेक इवन पॉइंट्स भी कहा जाता है हम इसे और इसे लेते हैं यह ब्रेक इवन पॉइंट्स है ठीक है यहां बिक्री से होने वाली आय की कुछ संख्या है उदाहरण के लिए बिक्री से 45 या 6 लाख की आय और यहां इकाइयों के संदर्भ में आप इसे 58000 इकाइयों के रूप में कह सकते हैं कि इन इकाइयों को बाजार में बेचकर हम ब्रेक इवन पॉइंट्स पर पहुंचेंगे दाईं ओर यह निचली रेखा कुल लागत रेखा है और यह विखंडित कुल बिक्री रेखा है और यह घटना का कोण है और इस क्षेत्र को लाभ क्षेत्र के रूप में कहा जाता है इस क्षेत्र को नुकसान क्षेत्र कहा जाता है तो आप यहां समझ सकते हैं कि हम कुल लागत को इस बिंदु तक विभाजित कर रहे हैं यह लागत है इसलिए यह कुल लागत रेखा है और कुल लागत तय लागत से अधिक चर लागत का योग है ठीक है तो यह कुल लागत वहाँ से शुरू होती है इस बिंदु से इस बिंदु तक यह निर्धारित लागत है और उसके बाद चर लागत शुरू होती है और कुल लागत रेखा इस तरह से जाती है यह लाइन यहां है जो कि 0 से शुरू हो रही है यह एक बिक्री लाइन है और क्योंकि बिक्री हो सकती है 0 तब भी जब न्यूनतम निर्धारित लागत हो क्योंकि निश्चित लागत हमेशा बनी रहती है चाहे आप उत्पादन के लिए जाएं या नहीं निर्धारित लागत मौजूद है इसलिए निश्चित लागत यहां है यह निश्चित लागत का एक बिंदु है यह बिक्री का बिंदु है जब बिक्री 0 भी होती है तो निश्चित लागत भी होती है और जब बिक्री आने वाली होती है तो इसका मतलब है कि परिवर्तनीय लागत भी होगी उस समय शुरू होती है तो इसका मतलब है कि शुरू में आपकी बिक्री लाइन कुल लागत लाइन की तुलना में कम है ठीक है तो क्या हो रहा है प्रारंभ में क्योंकि निश्चित लागत बहुत अधिक है और हमने परिवर्तनीय लागत को भी जोड़ा है इसलिए ऐसा क्या होता है कि उत्पादन के प्रारंभिक स्तर में जब यह ब्रेक इवन पॉइंट्स पर पहुँचता है तब तक लागत अधिक होती है और राजस्व कम होता है इसलिए यह रेखा इस तरह से जा रही है बिक्री लाइन लागत रेखा से कम है और संचालन के एक बिंदु पर हम इसे एक बिंदु पर पहुंचते हैं जिसे ब्रेक इवन पॉइंट्स कहा जाता है जिसका अर्थ है न लाभ होता है न हानि आप यहां समझ सकते हैं कि बिक्री लाइन इस तरह से चल रही है लागत रेखा इस तरह से जा रही है और इस बिंदु पर वे एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं यह बिंदु वह जगह है जहां लागत और राजस्व लागत और बिक्री एक दूसरे के बराबर हैं तो इसका मतलब है इस बिंदु तक का अर्थ है कि फर्म कोई लाभ नहीं कमा रही है केवल फर्म लागत की वसूली कर रही है लेकिन यदि उदाहरण के लिए यदि इस क्षेत्र के दौरान बिक्री का स्तर इस क्षेत्र से कम है तो यह क्षेत्र नुकसान का क्षेत्र है क्योंकि यहां लागत अधिक है राजस्व कम है बिक्री कम है इसलिए अंततः इस बिंदु तक फर्म को नुकसान उठाना पड़ता है और इस बिंदु पर हम ब्रेक इवन पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद बिक्री लाइन कुल बिक्री लाइन पार हो जाएगी और कुल लागत रेखा और इस क्षेत्र से ऊपर जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट्स से आगे इसे लाभ क्षेत्र के रूप में कहा जाता है यह कुल लाभ क्षेत्र है और हम इस लाभ को जारी रखते हैं तो और इस क्षेत्र के बारे में अगर आप बात करते हैं तो अंत में यदि आप इसे इस क्षेत्र से जोड़ते हैं तो इस क्षेत्र को मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी के रूप में कहा जाता है क्योंकि इसके बाद एक बार जब आप इस बिंदु से परे जो भी उत्पादन करते हैं वह ब्रेक इवन पॉइंट्स को पार कर जाता है जिसे मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी कहा जाता है और हमने मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी को कैसे परिभाषित किया है कुल बिक्री माइनस ब्रेक इवन पॉइंट्स पर बिक्री है इसलिए यह कुल बिक्री लाइन है और यह ब्रेक इवन लाइन है इसलिए इसमें से जब भी बिक्री होने वाली है इस क्षेत्र को मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी का क्षेत्र कहा जाता है इसलिए हमने पहले ही लगभग सभी चीजों पर चर्चा की है यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटना का कोण है अब हम इस कोण को बुला रहे हैं क्योंकि यह यहाँ कोण बन रहा है और हम इसे घटना का कोण कह रहे हैं यह किस प्रकार की घटना है लाभ की घटना का मतलब है लाभ की घटना का कोण तो हम आम तौर पर इसे घटना के कोण के रूप में लिखते हैं इसलिए मूल रूप से यह लाभ की घटना का कोण है और कैसे यदि लागत लाइन और बिक्री लाइन के बीच अंतर काफी अधिक है तो लाभ की घटना अधिक होगी उदाहरण के लिए यदि आप एक निश्चित समय तक इस अंतर को बढ़ाने में सक्षम हैं तो कुल बिक्री की तुलना में कुल लागत अधिक है और ब्रेक इवन पॉइंट्स को पार करने के बाद कुल लागत लाइन कुल बिक्री लाइन की तुलना में कम रहती है और यदि अंतर ये दो रेखाएं होती यदि आप इन दो पंक्तियों के बीच अंतर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि लाभ की घटनाओं का एक संभावित कोण बहुत बड़ा होगा इसलिए चूंकि वे इन दो लाइनों से दूर हैं लाभ की घटना के कोण बहुत अधिक होंगे क्योंकि लागत बहुत अधिक नियंत्रण में है बिक्री बढ़ रही है इसलिए इसका मतलब बिक्री स्तर को ठीक करने या बिक्री स्तर तक पहुंचने के बाद होता है जिसे ब्रेक ईवन के बिंदु के रूप में कहा जाता है तो उसके बाद यदि लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर बहुत अधिक है तो लाभ की संभावना की घटना लाभ अर्जित करना बहुत अधिक है तो इसका मतलब यह है कि यह कुल चार्ट है जिसे ब्रेक ईवन चार्ट ब्रेकवेन पॉइंट चार्ट या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस चार्ट कहा जाता है क्योंकि हम लागत का भी ध्यान रख रहे हैं हम प्रोडक्शन के वॉल्यूम का भी ध्यान मूल्य के संदर्भ में और इकाइयों के संदर्भ में रख रहे हैं और हम यह कह रहे हैं कि लाभ की अवधारणा यह भी है कि इसमें कितना लाभ होगा तो आप इसे CVP चार्ट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कहते हैं आप इसे ब्रेक ईवन पॉइंट चार्ट भी कहते हैं लेकिन हम इतनी सारी चीजों को समझने में सक्षम हैं कि सीमांत लागत में दो लागतों को अलग कैसे किया जाता है निश्चित लागत और बड़ी परिवर्तनीय लागत फिर बिक्री कैसे शुरू होती है लागत कैसे शुरू होती है और शुरू में बिक्री की तुलना में लागत अधिक रहती है हम दो लाइनों के एक दूसरे के चौराहे के बिंदु पर पहुंचते हैं एक दूसरे को काटते हैं और उक्त बिंदु है नो प्रॉफिट या नो लॉस का बिंदु और हम इसे ब्रेक ईवन पॉइंट भी कहते हैं और उसके बाद लागत लाइन और बिक्री लाइन के बीच अंतर का मतलब है ताकि अंतर जितना अधिक हो उतना अधिक अंतर लाभ की घटना का कोण है अन्यथा यह होने वाला नहीं है और अगर यह इन दो लाइनों के बीच का अंतर कम है तो लाभ की घटना का कोण इतना कम है सही है इसलिए हमें अंतर को बढ़ाना होगा हमें लागत को नियंत्रित करना होगा आप निश्चित लागत को नियंत्रित नहीं कर सकते लेकिन कम से कम आप परिवर्तनीय लागत को नियंत्रित कर सकते हैं इसलिए आपको परिवर्तनीय लागत को नियंत्रित करना होगा आपको निर्धारित लागत को नियंत्रण में रखना होगा और दो पंक्तियों के बीच का अंतर काफी अधिक होना चाहिए यह ऊपर जाता है या लाभ की घटनाओं का कोण बढ़ाना शुरू हो जाता है और कमाई की संभावना बढ़ जाती है फर्म द्वारा मुनाफा बढ़ता है तो यह वह चार्ट है जो मुझे लगता है कि अब आप यह समझने के लिए बहुत स्पष्ट होंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट का यह चार्ट क्या है मैंने इसे पीपीटी पर आपको नहीं दिखाया मैंने इसे खुद यहाँ तैयार किया ताकि आप समझ सकें कि हम इस चार्ट को कैसे तैयार करते हैं इस चार्ट का अर्थ क्या है और यह विभिन्न कंपनियों विभिन्न संगठनों के प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कैसे सहायक है सही है अब इसके बाद वैचारिक चर्चा या बुनियादी चर्चा अब हम कुछ समस्याओं के बारे में बात करना शुरू करेंगे सही मैंने आपको बताया कि सीमांत लागत की बुनियादी अवधारणाओं पर चर्चा करने के बाद सीमांत लागत की तकनीक और आपको सीमांत लागत की प्रासंगिकता के बारे में समझाते हुए और विभिन्न सूत्रों और मॉडलों के बारे में जानने के बाद सीमांत लागत के तहत महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय लेना के लिए विभिन्न अवधारणाओं को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कंट्रीब्यूशन क्या है लागत मात्रा लाभ क्या है यह पी वी अनुपात क्या है यह कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है और लाभ वांछित राशि अर्जित करने के लिए बिक्री का स्तर कैसे पता करें कंट्रीब्यूशन की गणना कैसे करें परिवर्तनीय लागत निश्चित लागत की गणना कैसे करें तो इसका मतलब है कि उन सभी बातों पर जिनकी हमने वैचारिक रूप से चर्चा की और सूत्रों को सीखा और फिर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात देता हूं कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको हमेशा सीमांत लागत और प्रबंधन लेखांकन के छात्र के रूप में ध्यान रखना चाहिए कि सीमांत लागत समीकरण सीमांत लागत समीकरण एस माइनस वी एफ प्लस पी के बराबर है तो यह मूल रूप से सीमांत लागत का एक रूप है बिक्री माइनस परिवर्तनीय लागत का कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन कम से कम निर्धारित लागत और लाभ के बराबर होना चाहिए या जितना संभव हो उतना अधिक होना चाहिए यदि योगदान राशि बहुत अधिक है तो बिक्री के बीच अंतर है और परिवर्तनीय लागत बहुत अधिक है तो क्या होगा निश्चित लागत शेष निश्चित है आप अधिक लाभ कमाने की संभावना बढ़ा रहे हैं इसलिए अगर इसका मतलब है कि सीमांत लागत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है तो हमें उस समीकरण को ध्यान में रखना होगा उस समीकरण की प्रासंगिकता यह है कि उदाहरण के लिए यदि आप तीन चीजों में से किसी को भी जानते हैं तो चौथे पर आसानी से काम किया जा सकता है तो यह सीमांत लागत पर एक बुनियादी वैचारिक और प्रारंभिक चर्चा है अब उदाहरण के लिए उन विभिन्न तकनीकों को कैसे लागू किया जाए हम आपके द्वारा पी वी अनुपात या कहे जाने वाले ब्रेक इवन पॉइंट्स या मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी के बारे में आपके द्वारा योगदान के बारे में बात करते हैं प्रबंधन निर्णय लेने में सीमांत लागत के इन अलग अलग उप खंडों का उपयोग कैसे करें हम कुछ समस्याओं पर चर्चा करते हैं मैं यहां एक समस्या पत्रक लाया हूं यह यहां तय है यह यहां संलग्न है तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि समस्या क्या है क्या किया जाना आवश्यक है तब हम गणना के लिए जाएंगे और फिर जब मैं यहां गणना करुंगा और कुछ प्रासंगिक मूल्यों की गणना करूँगा तो समझ पाएंगे कि कैसे सीमांत लागत दिन प्रतिदिन प्रबंधन निर्णय लेने में उपयोगी है तो अब हम इन समस्याओं पर चर्चा करते हैं और मैं इसे सबसे पहले इस शीट पर ले जाऊंगा यह शीट कहती है कि शुरू में हम हैं कि मुझे आपके लिए चार समस्याएं हैं लेकिन मैं और भी समस्याएं दूंगा हम एक और शीट जोड़ देंगे ताकि सीमांत लागत की अधिकांश अवधारणाओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कवर किया जा सके इसलिए क्योंकि मैंने आपके साथ चर्चा की है कि सीमांत लागत की मदद से आप उत्पाद के मूल्य निर्धारण का फैसला कर सकते हैं आप सीमित कारक के संबंध में निर्णय ले सकते हैं या आप यह पता लगा सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें कंट्रीब्यूशन कि क्या भूमिका है और सीमांत लागत की अवधारणा का उपयोग करके संगठन में विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के संबंध में निर्णय कैसे करें इसलिए ये कुछ प्रासंगिक समस्याएं हैं हम एक बहुत ही सरल समस्या के साथ शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम एक उच्च स्तर पर भी जाएंगे लेकिन यहां अवधारणा यह है कि दिन के प्रबंधन के निर्णय लेने में सीमांत लागत का उपयोग कैसे किया जाए इसलिए उदाहरण के लिए यह आपको यहां दी गई पहली समस्या है और यह समस्या है निम्नलिखित जानकारी बीटा लिमिटेड की पुस्तकों से ली गई है यहाँ एक कंपनी बीटा लिमिटेड है यह मानते हुए कि लागत संरचना और विक्रय मूल्य एक और दो की अवधि में समान रहते हैं इसलिए यह जानकारी हमें दी गई है हमें अवधि एक अवधि दो दी गई है हमें बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है हमें जानकारी दी गई है लाभ और बिक्री की अवधि के बारे में एक 120000 है और लाभ 9000 है और अवधि दो में बिक्री 140000 है और लाभ 13000 है सही है तो अब हमें कुछ चीजों का पता लगाना होगा पहले हमें यहां पता लगाना होगा कि अनुपात अनुपात पी वी अनुपात सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि हमें बिक्री के लिए महत्वपूर्ण बिंदु का पता लगाना है और तब हमें लाभ के लिए जाना होगा जब बिक्री 100000 रुपये की हो तो कितना लाभ होगा और फिर डी 20000 रुपये का लाभ कमाने के लिए आवश्यक बिक्री कितनी होगी और अंत में हमें यह पता लगाना होगा कि अवधि दो में मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी कितना है तो हमें इन पर काम करना होगा दी गई इस जानकारी में से पाँच बातें यह दी गई जानकारी बहुत ही सरल है बहुत सी चीज़ें हमें नहीं दी गई हैं मुझे क्या लगता है कि यह जानकारी इन सभी पाँच सवालों के जवाब देने के लिए बहुत उपयोगी है तो हम इसे करते हैं और समझते हैं कि इन सवालों के जवाब कैसे दिए जाएं ठीक है तो अब पहला प्रश्न वहाँ है सबसे पहले हमें पी वी अनुपात की गणना करनी होगी तो यहाँ प्रॉफिट टू वॉल्यूम अनुपात निकलने की आवश्यकता है अब यदि आप याद करते हैं कि प्रॉफिट टू वॉल्यूम अनुपात की गणना करने के लिए मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला दिया है मैंने आपको यह सूत्र दिया कि प्रॉफिट टू वॉल्यूम अनुपात की गणना बहुत ही सरल तरीके से की जा सकती है जो कि कंट्रीब्यूशन को बिक्री द्वारा विभाजित किए जाने से है ठीक एक सूत्र है जिसे मैंने आपको दिया है यदि वह जानकारी उपलब्ध नहीं है तो कंट्रीब्यूशन की गणना तब आप सूत्र के दूसरे रूप का उपयोग कर सकते हैं यहाँ निश्चित व्यय प्लस लाभ को बिक्री से विभाजित करते है तो इसका मतलब निश्चित व्यय प्लस लाभ को कंट्रीब्यूशन भी कहा जाता है यह कंट्रीब्यूशन की परिभाषा है तो आप उस तरह से भी पी वी अनुपात की गणना कर सकते हैं या यदि दोनों चीजें संभव नहीं हैं फिर तीसरी विधि मैंने आपको बताई कि आपको किसी दो अवधि में लाभ या कंट्रीब्यूशन में परिवर्तन की अवधारणा का उपयोग करना है और दो अवधि में बिक्री में परिवर्तन से विभाजित करना है इसलिए मुझे लगता है कि यहां हमें बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है और हमें दो अलग अलग अवधि में लाभ और बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है इसलिए मुझे लगता है कि हम आसानी से पी वी अनुपात की गणना कर सकते हैं इसलिए मैं यहां सूत्र का उपयोग करुंगा जिसमे दो अवधियों में लाभ में परिवर्तनको दो अवधियों में बिक्री में परिवर्तन से विभाजित करते है तो आप आसानी से दो अवधियों में लाभ में परिवर्तन का पता लगा सकते हैं अवधि एक में लाभ कितना है यह 9000 और अवधि दो में कितना लाभ है तो इन दोनों में क्या अंतर है 9000 से 13000 तक की अवधि में मुनाफ़े में बदलाव इसलिए यह 4000 रुपये है और बिक्री में परिवर्तन कितना है यदि आप वापस जाते हैं अवधि एक में बिक्री है 140000 है और अवधि दो में 120000 बन गया है इसलिए इस बिक्री में बदलाव 20000 सही है इसलिए आप आसानी से इस अनुपात की गणना कर सकते हैं और यह अनुपात है कि आप इसे 1 5 या 20 प्रतिशत तक कह सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहां प्रॉफिट टू वॉल्यूम अनुपात 20 प्रतिशत है जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है हम विनिर्माण और बाजार में अधिक बिक्री करते रहते हैं जिसका मतलब होगा कि संभवतः लाभ में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी तो इसका मतलब यह है कि हम लगभग 20 प्रतिशत मुनाफा कमाने में सक्षम हैं तो आप कह सकते हैं कि कुल बिक्री मूल्य से 80 प्रतिशत लागत होगी और 20 प्रतिशत लाभ होगा इस प्रकार आप जिस संभावना को मोटे तौर पर कह सकते हैं कि लाभ और वॉल्यूम के बीच का संबंध क्या है और यहां हमें पता चला है कि पी वी अनुपात 20 प्रतिशत है इसलिए हमने पहला सवाल का उत्तर दिया है अब यहाँ दूसरा प्रश्न इस मामले में पूछा गया है क्या है आइए हम शीट पर वापस जाते हैं बिक्री के लिए ब्रेक ईवन बिंदु या ब्रेक ईवन बिंदु पर बिक्री हमें ब्रेक ईवन बिंदु पर बिक्री का पता लगाना है तो आइए हम ब्रेक ईवन बिंदु के लिए बिक्री की गणना करें इसलिए ब्रेक ईवन बिंदु का एक सूत्र क्या है यदि आप ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं तो ब्रेक ईवन पॉइंट के लिए भी एक फॉर्मूला है अर्थात यदि यह इकाइयों में पाया जाना है तो निश्चित लागत को प्रति इकाई विक्रय मूल्य से प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत घटाकर विभाजित करते है या यदि इसे बिक्री के मूल्य के रूप में पता लगाना है तो आप F S S V सूत्र का उपयोग कर सकते हैं और यदि ये दो सूत्र उपयोग करने के लिए सहज नहीं हैं तो तीसरा सूत्र है जिसमे निश्चित लागत को P V अनुपात से विभाजित करते है तो अब हमें यहाँ निर्धारित लागत नहीं दी गई है इसलिए हमें पहले निश्चित लागत या निर्धारित खर्चों का पता लगाना होगा और इसे खोजने का तरीका क्या है निर्धारित लागत माइनस लाभ कंट्रीब्यूशन के बराबर हैकंट्रीब्यूशन माइनस लाभ निश्चित लागत की गणना करने का तरीका है क्योंकि कुल कंट्रीब्यूशन में हमें निश्चित लागत और लाभ दोनों को भी कवर करना होगा इसलिए यदि आप इस जानकारी का पता लगाना चाहते हैं लेकिन यहां हमें लाभ के बारे में जानकारी दी गई है और हमें कंट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है इसलिए फिर से यह सवाल है कि कंट्रीब्यूशन की गणना कैसे करें यदि आप कंट्रीब्यूशन की गणना करने में सक्षम नहीं हैं तो आप निर्धारित लागत की गणना करने में सक्षम नहीं हैं इसलिए निर्धारित लागत की गणना के लिए आपको पहले कंट्रीब्यूशन की गणना करनी होगी और कंट्रीब्यूशन हमें नहीं दिया गया है इसलिए हमें कंट्रीब्यूशन की गणना भी करनी होगी तो आप यहां कंट्रीब्यूशन की गणना कर सकते हैं वह यह है कि अवधि एक में बिक्री आप उस अवधि में बिक्री के कंट्रीब्यूशन की गणना कैसे कर सकते हैं यदि आप पी वी अनुपात से बिक्री गुणा करते हैं तो वह राशि आपको दे दे वह राशि यहां आ जाएगी इस तरह 24000 रुपये का कंट्रीब्यूशन है इसलिए अब निर्धारित लागत की गणना करने के लिए मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ने में सक्षम हैं यहां कंट्रीब्यूशन आपको पता चला है कि यह 24000 है और लाभ भी हमें पता है हमें किस क्षेत्र का पता लगाना है बिक्री के लिए ब्रेक इवन पॉइंट्स इसलिए हम अवधि एक के लिए बिक्री के लिए ब्रेक इवन पॉइंट्स की गणना करने जा रहे हैं और यदि आप अवधि एक के लिए लाभ की गणना करते हैं तो यह कितना है यह 9000 है तो अब तय लागत क्या है निर्धारित लागत अब 15000 रुपए होने जा रही है तो अब मुझे लगता है आप यह पता लगा सकते हैं कि हमें यहाँ क्या चाहिए हमें यहाँ इस सूत्र में P V अनुपात द्वारा विभाजित निश्चित लागत की आवश्यकता है इसलिए हमें अब निर्धारित लागत भी मिल गई है हमने पहले ही P V अनुपात की गणना कर ली है इसलिए बीईपी BEP कोई समस्या नहीं होगी तो यहाँ BEP क्या है हमारे साथ निर्धारित लागत 15000 है सही है और यदि आप 1 से 5 से विभाजित करते हैं तो यह यहां 5 से 1 हो जाएगा इसलिए यदि आप इसे 15000 से गुणा करते हैं तो 5 से 1 गुणा करने पर यह कितना रुपये है 75000 यह 75000 रुपये है तो आप इसे ब्रेक इवन बिक्री भी कह सकते हैं इस मामले में कुल बिक्री से 120000 से ब्रेक ईवन बिक्री 75000 रुपये हैं 75000 रुपये के बिक्री स्तर को प्राप्त करने के बाद हम बिना किसी नुकसान या लाभ की स्थिति में होंगे उसके बाद जब बिक्री 75000 से 1 20000 की ओर बढ़ने लगेगी तब हम मुनाफ़ा कमाना शुरू कर देंगे इसलिए इस मामले में मान लें कि हमने जो ब्रेक ईवन पॉइंट की गणना की है वह 75000 है यदि आप ब्रेक ईवन पॉइंट की दूसरी अवधि की गणना करते हैं तो अवधि दो जहां बिक्री 140000 है और लाभ 13000 फिर से वही ब्रेक ईवन है बिंदु आएगा क्योंकि बिक्री में परिवर्तन और लाभ में परिवर्तन लगभग समान है तो आप फिर से आप बीईपी BEP की अवधि संख्या दो के लिए गणना कर सकते हैं इसके लिए पहले आपको निर्धारित लागत की गणना करनी होगी फिर आपको कंट्रीब्यूशन की गणना करनी होगी और फिर निर्धारित लागत की गणना करनी होगी और फिर निर्धारित लागत के इस फॉर्मूले को पी वी अनुपात से विभाजित करना होगा आप यह कह सकते हैं कि अवधि दो के लिए ब्रेक ईवन बिक्री सही है ताकि आपके असाइनमेंट में आप इसे स्वयं कर सकें अब हम तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे और तीसरा प्रश्न लाभ जब बिक्री 100000 रुपये की होती है तो इसका मतलब है कि इस मामले में फिर से हमें कंट्रीब्यूशन की राशि का पता लगाना होगा ठीक है हमें यहां कंट्रीब्यूशन की मात्रा का पता लगाना है और यदि आप कंट्रीब्यूशन की राशि का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो आप कैसे पता लगा सकते हैं उस कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमें इसे देखना है कंट्रीब्यूशन की राशि क्या है तो कुल लागत परिवर्तनीय लागत और निर्धारित लागत और लाभ का योग है इसलिए सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन contribution अनुपात की गणना करनी होगी हालांकि यह सी हिस्सा है जिसकी हम गणना कर रहे हैं इसलिए आप यहां क्या कर सकते हैं वह यह है कि हम उस बिक्री की कुल राशि क्या है जो हम अर्जित करना चाहते हैं पता है बिक्री 100000 रुपये है और लाभ तब होता है जब बिक्री 10000 रुपये होती है और आपको उस पी वी अनुपात के साथ कुछ गुणा करना होगा पी वी अनुपात 1 बटा 5 है इसलिए बिक्री की वांछित मात्रा जानने के लिए बिक्री की मात्रा को आपको पी वी अनुपात से गुणा करना होगा इसलिए आप यहां कह सकते हैं कि बिक्री को पी वी अनुपात से गुणा किया जाएगा ताकि आप यह जान सकें कि क्या पी वी अनुपात यहाँ है 1 में 5 से 100000 तो यह 20000 रुपये हो जाता है इसलिए यह कंट्रीब्यूशन की राशि है जो हमने पहले ही पता लगा लिया है और इस कंट्रीब्यूशन से 100000 रुपये की बिक्री हो रही है इसलिए लाभ का पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको बिक्री की वांछित राशि से योगदान का पता लगाना होगा और बिक्री की वांछित राशि 100000 रुपये होगी योगदान जहां हमने यहां गणना की है कि बिक्री की वांछित राशि को गुणा करें पी वी अनुपात से हमें पता चला कि कंट्रीब्यूशन 20000 है और पहले से ही आपको कुछ मिल गया है जिसे निश्चित लागत कहा जाता है तो लाभ आप कैसे पता लगा सकते हैं लाभ मूल रूप से आपको पता चल सकता है कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट निश्चित लागत है तो यहां योगदान क्या है यहाँ कंट्रीब्यूशन 20000 है और निर्धारित लागत कितनी है हमने पहले ही गणना कर ली है यहां निश्चित लागत क्या है यह निश्चित लागत राशि है जो हम यहां पर गणना कर रहे हैं 15000 सही है तो 20000 में से 15000 का मतलब है इसलिए लाभ रुपये 5000 है लाभ 5000 है तो इसका मतलब है क्योंकि हम पहले से ही यह जानते हैं कि जब आप 75000 रुपये की बिक्री करने जा रहे हैं तो हम ब्रेक ईवन बिंदु पर हैं कुल बिक्री 120000 रुपये है इसलिए यदि आप 5000 का लाभ कमाना चाहते हैं रुपए बिक्री का स्तर क्या होना चाहिए इस सवाल का जवाब दे इस तरह से भी या अगर बिक्री 100000 रुपये तक पहुँचती है तो उस समय लाभ का स्तर क्या होगा इसलिए हम बस पी वी अनुपात प्रॉफिट टू वॉल्यूम अनुपात को जानते हैं क्योंकि वॉल्यूम के 100000 उत्पादन के स्तर के लिए इसे पी वी अनुपात से गुणा करके आप कंट्रीब्यूशन के स्तर का पता लगा सकते हैं सही इसलिए जो कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है वह 20000 है जो निश्चित लागत हमने पहले ही पता लगा ली है वह 15000 है और अब बिक्री के 100000 लाख के स्तर पर लाभ है तो यहाँ सवाल क्या था सवाल यह था कि लाभ क्या था जब बिक्री 100000 रुपये है इसलिए लाभ 5000 रुपये होगा अगला सवाल जिसका हमें यहाँ जवाब देना है वह यह है कि बिक्री के लिए लाभ अर्जित करना आवश्यक है बिक्री के लिए आवश्यक d भाग हमें यह पता लगाना है कि रुपये की लाभ कमाने के लिए कितनी बिक्री आवश्यक है इसलिए हमें 20000 रुपये के लाभ के लिए आवश्यक इन बिक्री की गणना करनी होगी तो आप यहां यह पता लगा सकते हैं कि हमें पहली चीज से शुरुआत करनी होगी सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन की गणना करनी होगी तो इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है आपको योगदान की गणना करनी है कंट्रीब्यूशन निर्धारित लागत लाभ है इसलिए इस भाग के लिए कंट्रीब्यूशन निश्चित लागत प्लस लाभ है तो यहाँ निर्धारित लागत क्या है 15000 हमारे द्वारा गणना की गई लाभ क्या है यदि आप यहां लाभ के बारे में बात करते हैं तो लाभ 20000 है 20000 रुपये के लाभ की वांछित राशि कमाने के लिए बिक्री तो निश्चित लागत यह है और यह लाभ है तो कंट्रीब्यूशन से आप क्या वसूल करना चाहते हैं आप दो चीजों को पुनर्प्राप्त करना चाहते हैं निश्चित लागत जिसे आप पुनर्प्राप्त करना चाहते हैं लाभ जिसे आप 20000 रुपये के रूप में कमाना चाहते हैं इसलिए कुल कंट्रीब्यूशन 35000 रुपये होना चाहिए यह 35000 रुपये होना चाहिए तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि आपका सवाल यह है कि आप क्या जानना चाहते हैं बिक्री 20000 रुपये का लाभ कमाने के लिए आवश्यक है इसलिए आपको यहां कंट्रीब्यूशन का पता चला है और बिक्री का पता लगाने के लिए आप किस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं वह बिक्री कंट्रीब्यूशन P V अनुपात से विभाजित है इसलिए कंट्रीब्यूशन 35000 है और P V अनुपात से विभाजित है इसलिए P V अनुपात यहाँ कितना है पी वी अनुपात आप 15 कह सकते हैं इसलिए आप इसे 5 से 1 की तरह बना रहे हैं इसलिए यह कितने रुपये का हो जाएगा इसलिए हमें 20000 रुपये की वांछित राशि का लाभ कमाने के लिए बिक्री का स्तर 175000 रुपये लेना होगा अगर आप 175000 रुपये की बिक्री करते हैं तो आपको कितना फायदा होने वाला है यह 20000 रुपये है और अंतिम मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं अवधि दो में मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी कितना है तो बस फ़ॉर्मूला यह है कि पीरियड 2 में बिक्री माइनस पीरियड 2 में ब्रेक इवन पॉइंट्स इसलिए पीरियड 2 में बिक्री क्या है 140000 और फिर से अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट्स की गणना करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यह 75000 रुपये के रूप में सामने आएगा तो यह राशि कितनी होगी मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी 65000 रुपये है है ना क्योंकि 75000 रुपये तक हम बिना किसी लाभ या हानि के बिंदु पर होंगे और उसके बाद हम जो भी बिक्री 140000 रुपये तक करेंगे वह मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी होगा और यह राशि 65000 रुपये है तो यह कुछ बुनियादी अवधारणा थी जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा की हमने सीमांत लागत में कुछ समस्याएं करना शुरू कर दिया और इस बारे में सीखना कि हम सीमांत लागत की अवधारणा को कैसे कार्यान्वित कर सकते हैं और अगली कक्षा में मैं कुछ समस्याओं के साथ उन विभिन्न सवालों के जवाब देने के लिए सामने आऊंगा जिनका उत्तर सीमांत लागत की सहायता से दिया जा सकता है और फिर हम इस अवधारणा के बारे में अधिक जानेंगे बहुत बहुत धन्यवाद